अब कहते हैं कि शीर्ष प्लेट एक आयताकार प्लेट है जिसमें बिंदीदार रेखा समरूपता अक्ष को दर्शाती है नीचे की प्लेट एक बहुत ही खास प्लेट है इसमें कुछ छेद हैं हम इसे एक छिद्रपूर्ण प्लेट कहते हैं तो इसमें कुछ छिद्र होते हैं और इन छिद्रों को रखने का इरादा कुछ द्रव को हटाने के लिए है हम देखेंगे कि यह गणितीय नहीं है गणितीय रूप से परिभाषित आदर्शवादी समस्या है कई बार यह एक ऐसी चीज है जिसका प्रौद्योगिकी में अनुसरण किया जाता है हम कहें कि यह एक गर्म इलेक्ट्रॉनिक चिप है और आप इसे ठंडा करना चाहते हैं तो यह संभव है कि आप छिद्रपूर्ण प्लेट के माध्यम से हवा उड़ाते हैं जो चिप में जाता है और इसे ठंडा रखने की कोशिश करता है तो यह एक बहुत ही काल्पनिक प्रकार की स्थिति नहीं है लेकिन जिस तरह से हम इस विशेष समस्या पर गौर करेंगे वह किसी भी विशिष्ट अनुप्रयोग से अलग है लेकिन मौलिक रूप से अधिक है कि इसके पीछे क्या हो सकता है मान लीजिए कि यह एक समान वेग है जिसके साथ यह प्रवेश करता है हम इसे v0 कहते हैं तो यह एक छिद्रपूर्ण प्लेट है इन दोनों के बीच का अंतर h है लंबाई शायद यह L2 है और हम कहते हैं कि इस तरह हम x और y का समन्वय करते हैं हम यह अनुमान लगाते हैं कि यह एक इनविसिड प्रवाह है आपका उद्देश्य क्या है आपका उद्देश्य x यानी uv के फंक्शन के रूप में वेग के घटक u और v का पता लगाना है और किसी दिए गए x या शायद किसी दिए गए x y पर द्रव का त्वरण क्या है इसलिए जब हम कहते हैं कि x हो सकता है कि हम इसे सामान्यीकृत कहें u v x y और a x y तो आइए हम पहले यह समझने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है जब भी आप किसी समस्या को हल कर रहे हैं हम निश्चित रूप से समीकरण लगाना शुरू कर सकते हैं लेकिन यह हमेशा आवश्यक नहीं है पहले आपको समझना होगा तो क्या हो रहा है कुछ तरल पदार्थ प्रवेश कर रहा है अब स्लिप की स्थिति नहीं होने के कारण यह तरल पदार्थ ऊपर से नहीं निकल सकता है क्योंकि कोई भी स्लिप यह सुनिश्चित नहीं करती है कि इसमें कोई स्पर्शरेखा घटक नहीं है लेकिन यह केवल इसकी एक भेदन स्थिति है क्योंकि यह केवल दीवार के माध्यम से भेद नहीं कर सकती है और बाहर नहीं जा सकती है क्योंकि यह सिर्फ पूरी तरह से ढकी हुई ठोस दीवार है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह स्लिप है या कोई स्लिप नहीं है आप वास्तव में इसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं और y के साथ बाहर जा सकते हैं इस तरह यह तरल पदार्थ एक स्थिर स्थिति में जा सकता है यह बग़ल में चल सकता है तो जो भी तरल पदार्थ प्रवेश करता है अब शायद आधा दाएं में प्रवेश करता है और आधा बाएं में प्रवेश करता है इसलिए हम जो कह सकते हैं वह यह है कि हम एक सकल समग्र द्रव्यमान संतुलन लिख सकते हैं इसलिए जब आप एक सकल समग्र द्रव्यमान संतुलन लिखते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि iAiūieAeūe तो यहाँ हम कहते हैं कि ρ एक स्थिरांक है तो यह एक और धारणा है कि हम ρ को स्थिरांक के बराबर बनाते हैं इसलिए जब हम ρ स्थिरांक के बराबर की धारणा बनाते हैं तो यह है कि हमें केवल उस क्षेत्र के समय पर विचार करना होगा जो औसत वेग समान है जो प्रवेश करता है वह वही निकलता है इसलिए हमें उस अभिव्यक्ति को लिखने के लिए एक कंट्रोल वॉल्यूम को ठीक करना होगा क्योंकि आपको विशिष्ट सतहों की आवश्यकता होती है तो हम कहते हैं कि हम इस तरह एक कंट्रोल वॉल्यूम पर विचार करते हैं जो कहते हैं कि इसका अंतिम फेस x दूरी पर स्थित है तो इसका स्थानीय x निर्देशांक x है तो इस कंट्रोल वॉल्यूम के संबंध में कौन से तरल पदार्थ प्रवाहित होते हैं एक सबसे सीधा नीचे का फेस है हाँ जिसके माध्यम से द्रव प्रवाहित होता है एक और सीधा शीर्ष फेस है जिसके माध्यम से द्रव प्रवाहित नहीं होता है इसलिए यदि यह प्लस u कहे तो वेग के साथ दाईं ओर जाता है तो इसी तरह यह प्रवृत्ति होगी कि कुछ द्रव कण समान स्थिति में बाईं ओर u के साथ जाते हैं शुद्ध प्रभाव यह है कि बिना u के समरूपता के इस अक्ष पर 0 है क्योंकि यह केवल आपके द्वारा संतुलित की तरह है इसलिए जो भी प्रवेश करता है उसका दाएं और बाएं जाने का संतुलन प्रभाव होता है तो इस पार कोई शुद्ध प्रवाह नहीं है इसलिए जब आपके पास इस पार कोई शुद्ध प्रवाह नहीं है तो केवल यह एक शुद्ध प्रवाह है इसलिए जब हम कहते हैं कि i और e शायद यह सतह i है और यह सतह AiŪiAeŪeहैI Ae को खोजने के लिए इनविसिड प्रवाह का अनुमान महत्वपूर्ण है इसलिए यदि आप इनविसिड प्रवाह पर विचार नहीं करते हैं तो आपको यह जानना होगा कि आपके बीच का वेलोसिटी प्रोफाइल क्या है जिससे आपको औसत वेग प्राप्त करने के लिए एकीकृत करना होगा लेकिन जब आपको दिया जाता है जो कि अविभाज्य प्रवाह है तो आपकी अंतर्निहित धारणा यह है कि यह इस तरह का एक समान वेग प्रोफ़ाइल है तो u y के साथ नहीं बदल रहा है यह स्थानीय रूप से x के साथ बदल रहा है लेकिन y के साथ यह एक समान है क्योंकि यह इनविसिड है आप देख सकते हैं कि इनविसिड प्रवाह के साथ आप कोई स्लिप की सीमा स्थिति नहीं लगा सकते क्योंकि अगर इसे एक समान होना है तो यह दीवार पर यहाँ कोई स्लिप नहीं है लेकिन दीवार पर कोई भेद नहीं है जो इस समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त है और वास्तव में यहां कोई स्लिप की आवश्यक शर्त नहीं है यह विरोधाभास होगा यदि आप कहते हैं कि यह एक इनविसिड प्रवाह है तो स्लिप नहीं है और इनविसिड में कोई स्लिप एक साथ नहीं होगा तो अगर कुछ स्लिप है तो यह वेग है तो यह y के साथ भिन्न नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि यह u की तरह है जो कि इनविसिड प्रवाह विचार से x का एक फ़ंक्शन है इसलिए यदि द्रव में श्यानता है जो दीवार से अंदर तक प्रसारित किया जाएगा और यह प्रभाव में तरल तत्वों को धीमा करने की कोशिश करेगा जो दीवार के करीब हैं और जैसा कि आप दीवार से अधिक दूर और अधिक से अधिक दूर जाते हैं वेग अधिक से अधिक होगा तो उस स्थिति में वेग प्रोफ़ाइल दीवार पर 0 मान की तरह होगी और फिर दीवार से दूर बढ़ती जाएगी लेकिन अगर आपके पास कोई श्यानता प्रभाव नहीं है तो दीवार का प्रभाव द्रव में प्रसारित नहीं किया गया है द्रव को पता नहीं है कि एक दीवार है और इसलिए यह एक समान वेग बनाए रखता है और यही कारण है कि इनविसिड प्रवाह में आपके पास इस तरह की एक समान वेग प्रोफ़ाइल है Y h v 0 कोई प्रवेश सीमा शर्त नहीं तो यह एक बिंदु पर त्वरण है तो अगर कोई द्रव कण कुछ x y पर स्थित है जो स्थानीय रूप से उस त्वरण के अधीन होगा क्योंकि स्थानीय रूप से द्रव कण और प्रवाह व्यवहार समान है तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हालांकि वेग घटक समय के फंक्शन नहीं हैं फिर भी आपको एक त्वरण प्राप्त होता है